यह कुछ सिमुलेशन और कुछ स्क्रिप्टिंग के लिए समय है हमें पता है कि कैसे हम पृथ्वी पर किसी लाटीट्यूड पर रखे हुए हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर इंसीडेंट होने वाली रोजाना की एनर्जी निकाल सकते हैं हमें यह भी पता है कि कैसे हम पृथ्वी पर किसी लाटीट्यूड पर रखे हुए टीलटेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर इंसीडेंट होने वाली रोजाना की एनर्जी निकाल सकते हैं हमने बहुत सारे इक्वेशंस देखें है और हम कोशिश करेंगे की हम इन सब इक्वेशन को कंसोलिडेट करें और उसको एक क्रम में रखें जिससे कि आगे चलकर यह आपको डिज़ाइन करने में और PV पैनल की साइजिंग करने में मदद करें हम स्क्रिप्टिंग के लिए ऑक्टेव का प्रयोग करेंगे और सिमुलेशन को चलाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे प्लॉट देखेंगे जो kWhm2day और डे नंबर के बीच होगा जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सालभर उपलब्ध रहने वाली एनर्जी का क्या फंक्शन रहता है यहां मेरे पास एक ब्लैंक टेक्स्ट फाइल है और मैं उसका नाम irradm रख रहा हूं यह शॉर्ट फॉर्म है रेडियंस डॉट एम का यह एक एम स्क्रिप्ट फाइल है जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे ऑक्टेव या मैटलैब की सहायता से और तब हम उस फाइल को सेव करेंगे pvsim मैं जो एक स्क्रैचपैड फोल्डर है आइए अब स्क्रिप्ट लिखना शुरू करें सबसे पहले हेडर कमैंट्स को पढ़ें यह सभी कमांड फाइल हैं जहां डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि यह फाइल टीलटेडहॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर पड़ने वाली इंसीडेंट एनर्जी दिए हुए लाटीट्यूड पर बताती है और N डे नंबर है और हमने लीप ईयर नहीं लिया है और हम यहां लाटीट्यूड को दिखाने के लिए Q का उपयोग कर रहे हैं ϕ की जगह क्योंकि मैं ϕ नहीं लिख पाऊंगा ASCII टेक्स्ट फाइल में और यह डिग्री में होगा जिसे हम बाद में रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे अब सबसे पहला कमांड स्क्रीन को क्लियर करने का होगा और फिर सारे वेरिएबल को क्लियर करिए और तब इनपुट्स लीजिए इनपुट लेते समय पहले हमें लोकेलिटी के बारे में बताना होगा जो कमेंट फाइल में है यहां लाटीट्यूड 12 डिग्री 58 मिनट है इक्वेटर के दक्षिण में और यह बेंगलुरु का लाटीट्यूड है जोकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है मैंने यह लिया है आप चाहें तो कोई और लोकेलिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं तो Q 1297 होगा 097 बराबर होगा 58 मिनट के डिग्री में हमें इसे रेडियन में बदलना है क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलना हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि रेडियन SI यूनिट है और सभी जगह इक्वेशन यही फॉलो करते हैं अगला मुझे इस Q को रेडियन में बदलना है जिसका तरीका है Q Q x Π80 यहां Π80 कन्वर्जन फैक्टर है डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अब अब मैं उन पैरामीटर को बताऊंगा जो कांस्टेंट हैं जैसे यहां केवल एक कांस्टेंट है अभी वह है LSC LSCको मीन सोलर कांस्टेंट कहते हैं जिसकी वेल्यू 137 kWm2 है और अब हम साल के हर दिन का इंसुलेशन और एनर्जी का कैलकुलेशन शुरू करते हैं हमें एक एक करके साल का हर दिन लेना है इसलिए पहले हम N1 लेते हैं और H0 कैलकुलेट करते है फिर हम फिर N2 लेंगे और H0 कैलकुलेट करेंगे और यही हम साल के 365 दिन करेंगे और सबको एक अरे में रखेंगे अब हम एक लूप लेंगे और यह लूप हमें साल के हर दिन का कैलकुलेशन करके देगा अब अगर आप यहां देखेंगे जहां N 1 से 365 है और N का प्रयोग हम इस लूप में कर रहे लूप के अंदर क्या आना चाहिए आइए देखें लूप के अंदर क्या आता है सबसे पहले हम डिक्लिनेशन एंगल कैलकुलेट करेंगे हमें पता कि डिक्लिनेशन एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं अब यहां एक वेरिएबल "t" लीजिए जो 2ΠN - 80365 के बराबर है और तब हम डिक्लिनेशन निकालने का फार्मूला उपयोग करेंगे जो हमने पढ़ा है डिक्लिनेशन एंगल को हम डेल्टा की जगह "d" से दिखा रहे हैं क्योंकि हम डेल्टा का प्रयोग नहीं कर सकते डिक्लिनेशन एंगल d 2345 Sin या dSin 2Π365 होगा और यह वेल्यू डिग्री में होगी इसलिए हमें इसे रेडियन में बदलना होगा और इसलिए मैं Π180 फैक्टर का प्रयोग कर रहा हूं जिससे डिक्लिनेशन एंगल को रेडियन में बदला जा सकेगा आगे मैं एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंसुलेशन स्केल फैक्टर kLSC कैलकुलेट करुंगा हमारे पास LSC है और हमें kLSC कैलकुलेट करना है जो 1 0033 Cos 2Π N365 के बराबर होगा मुझे N पता है क्योंकि यह इनपुट है हमारे लूप का और फिर हम k कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हम आवर एंगल 𝞈sr कैलकुलेट करेंगे जो कि aCos 1 - tanQ tan d के बराबर होगा और फिर उसके बाद हम H0 कैलकुलेट करेंगे डे नंबर N1 के लिए H0 हम कैलकुलेट करेंगे जिसको H0से दर्शाते हैं साल के बाकी दिनों के लिए हम इसे H0 H0 H0 H0 दर्शाते हैं और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम 24 k LSC Π Cos ϕ Cos d Sin ωsr ωsr Sin ϕ Sind फॉर्मूला लगाएंगे यह आपको H0 देगा kWm2day मैं हम इन सारी वेल्यू को अरे में स्टोर कर लेंगे और H0 का N के साथ ग्राफ प्लाट करेंगे यहां X एक्सिस पर H0 लेंगे और Y एक्सिस पर N लेंगे इस तरह से अब हमारा एक आसान सा स्क्रिप्ट फाइल तैयार है जो रोजाना इंसिडेंट होने वाली एनर्जी बताएगा हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर और हम साल के हर दिन इस वेल्यू को देख सकते हैं अब हम इसे सेव कर देते हैं और हमारे पास अब स्क्रिप्ट फाइल तैयार है अब हम ओकटेव को खोलेंगे और अब यह स्क्रीन पर आ गया है मैं वर्कस्पेस को क्लियर करुंगा और उस फोल्डर pvsim को खोलूंगा जिसे मैं खोलने में इच्छुक हूं अब मैं irrad को कॉल करूंगा और स्क्रिप्ट फाइल को चलाऊँगा जो हमने अभी लिखी है और हमें यह ग्राफ मिलेगा आप देख रहे हैं कि यह है जो साल के हर दिन के लिए जो X एक्सिस पर दे नंबर की जगह 123365 रख कर देखेंगे हमने यहां N80 के लिए भी कैलकुलेट किया था कि यह 1054 होगा इसी तरह हम बाकी दिनों के लिए जैसे 100 200 300 365 के लिए कैलकुलेट करेंगे यह सब H0 की वेल्यू हैं जो हम हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर के लिए कैलकुलेट किए हैं और यह ऐसा दिखता है ध्यान दीजिए यहां एनर्जी 825 से 107 तक बदल रही है जोकि बहुत ज्यादा है आप देख रहे हैं की जनवरी नवंबर और दिसंबर में यह बहुत कम है और मार्च और जून के महीनों में यह बहुत ज्यादा है हालांकि आपको ध्यान देना चाहिए की यह कैलकुलेशन एनर्जी का हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट कलेक्टर के लिए एक दिए हुए लट्टीट्यूड पर है और इसमें वायुमंडल का प्रभाव नहीं लिया गया है जिस पर हम जल्द ही विचार करेंगे और वायुमंडल का भी प्रभाव लेंगे अब मैं स्क्रिप्ट फाइल में कुछ बदलाव को शामिल करुंगा जिससे की हम टीलटेड फ्लैट प्लेट सरफेस पर भी इंसिडेंट एनर्जी को निकाल सकें तब मुझे इस लाइन को शामिल करने दीजिए मैंने यहां BQ लिया है जिसका यह मतलब है की टिल्ट एंगल ß लाटीट्यूड एंगल ϕ के बराबर है और मैं ß की जगह B का प्रयोग कर रहा हूं जो टिल्ट एंगल दिखाता है होराइजन प्लेन के संदर्भ मैं दिए हुए लोकेलिटी पर और Q से लाटीट्यूड एंगल को दिखा रहा हूं आगे अब मैं कुछ और लाइन को शामिल कर रहा हूं टीलटेड सरफेस पर सूर्योदय का आवर एंगल ωsrt निकालने के लिए यहां हम इन दोनों 𝞈srऔर 𝞈srß मे से न्यूनतम वेल्यू को लेंगे यहां 𝞈sr होराइजन का आवर एंगल और 𝞈srß टीलटेड होराइजन का आवर एंगल है इसलिए इन दोनों लाइन को शामिल करिए यहां 𝞈srß aCos 1 tan Q- Btan d बराबर है और यहां दूसरी लाइन ωsrt की है जो टीलटेड सरफेस पर सूर्योदय का आवर एंगल बताती है जो हम इन दोनों 𝞈srऔर 𝞈srß मे से न्यूनतम वेल्यू होगा और इसी का प्रयोग करके हम Hot निकालेंगे अब हम Ho को शामिल करने की कोशिश करेंगे और हम Hot को भी निकालेंगे Hot 24 kLSC Π Cos Q-BCos d Sin ωsrt ωsrtSin Q-BSin d के बराबर होगा अब यह हमें एक आकलन देगा की किसी ß एंगल से टीलटेड सरफेस कितनी एनर्जी इंसीडेंट करती है अब हम रिजल्ट को डिस्प्ले कराते हैं जहां हमारे पास ग्राफ है N और H0 के बीच हमारे पास N और Hot के बीच का भी ग्राफ है बस हमें H0 की जगह Hot करना है और इस नई स्क्रिप्ट फाइल को यहां शेव करिए अब आगे हम ओकटेव पर चलते हैं पहले हम वर्कस्पेस को क्लियर करेंगे और फिर pvsim फोल्डर में जाएंगे और यहां पर irradm फाइल है हम इस फाइल को चलाएँगे और यह ग्राफ आएगा अब हम इस ग्राफ को ओपन करेंगे और बड़ा करेंगे यह आपको दो ग्राफ देगा एक नीले रंग की और दूसरी हरे रंग की नीला रंग वाला ग्राफ आप पहले ही देख चुके हैं जो H0 को दर्शाता है kWm2day मैं हरे रंग वाला Hot है जो टीलटेड सरफेस पर इंसीडेंट एनर्जी को दर्शाता है ध्यान से देखिए हरे रंग वाला ग्राफ ज्यादा अच्छा है नीले रंग वाले ग्राफ से क्योंकि Hot आपको साल के हर दिन 1 से 365 तक ज्यादा युनिफ़ॉर्म इंसीडेंट एनर्जी दे रहा है टीलटेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर पर नीले रंग वाले ग्राफ को देखें और Hot से तुलना करें तो यहां फ्लैट प्लेट कलेक्टर होरिजेंटल रखा हुआ है नीले रंग वाले ग्राफ में अधिकतम एनर्जी और न्यूनतम एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर है जबकि हरे रंग वाले ग्राफ में यह अंतर कम है जोकि टीलटेड फ्लैट प्लेट कलेक्टर का ग्राफ है इसलिए यह जरूरी है कि हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर को एक टीलटेड एंगल पर रखें जिससे कि वह ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सूर्य से प्राप्त करें जल्द ही हम देखेंगे की वह कौन सा सबसे अच्छा ß एंगल होगा किसी लाटीट्यूड पर जिस पर ज्यादा एनर्जी सूर्य से प्राप्त होगी मुझे दोबारा से स्क्रिप्ट फाइल को बदलने दे जिससे कि हम टिल्ट एंगल में लगातार बदलाव कर सकें जिससे हमें यह पता चल सके की सबसे अच्छा टिल्ट एंगल क्या होगा अब यहां मैं एक लाइन लिखूंगा मैंने यहां एक शब्द Bmax लिखा है इस एंगल की अधिकतम वेल्यू 30 डिग्री या 30 x Π180 रेडियन होगी यहां बस यह एक लिमिट है उदाहरण में अगर आप चाहें तो आप इस एंगल की कोई और लिमिट लगा सकते हैं इस लिमिट का यह मतलब है कि हम टिल्ट एंगल को 0 से 30 तक बदल सकते हैं और देख सकते हैं कि Hot कैसे बदल रहा है इसलिए हम यहां एक और लूप लगाएंगे B के लिए जिससे कि B की वैल्यू 0 से Bmax तक बदल सकें एक एक डिग्री में इसीलिए यह लूप एक एक करके 30 बार चलेगा और फिर बंद होगा और इस बीच हम क्या करेंगे कि टिल्ट एंगल ß की हर वेल्यू के लिए H0और Hot कैलकुलेट करेंगे और प्लाट करेंग और फिर हम टिल्ट एंगल ß का दूसरा वेल्यू लेंगे और दोबारा से H0और Hot कैलकुलेट करेंगे और प्लाट करेंगे आप देखेंगे कि H0 अभी भी वही है वह बदल नहीं रहा है और Hot बदल रहा है टिल्ट एंगल ß बदलने के साथ और हम यह भी देख रहे हैं की Hot कैसे बदल रहा है और इसकी क्या न्यूनतम वेल्यू होगी अब मैं कुछ और वर्कस्पेस स्क्रीन पर ला रहा हूं मैं इन पैरामीटर्स को देखना चाहता हूं जैसे Hot की न्यूनतम वेल्यू H मैं रीपल लाटीट्यूड एंगल और टिल्ट एंगल डिग्री में टिल्ट एंगल एक एक डिग्री में बदलेगा जैसा आप देख पा रहे हैं कि मैंने टिल्ट एंगल रेडियन की जगह डिग्री में लिखा है अब यह टाइटल लाइन होगी डिस्प्ले की मैं इस लूप में यह भी रखना चाहूँगा कि हर ß एंगल के कैलकुलेशन के बाद यह Hot की न्यूनतम वेल्यू H मैं रीपल लाटीट्यूड एंगल और टिल्ट एंगल डिग्री में दर्शाए डिस्प्ले में अब हम इसे सेव करते हैं परंतु यह करने से पहले मैं इसमें एक पॉज लगाता हूं जिससे कि आप इस स्क्रिप्ट को रोक सके और वेवफॉर्म को देख सकें हर ß एंगल के लिए अब हम इसको सेव करते हैं आइए अब हम आकटेव पर चलते हैं इसको खोलते हैं और चलाते हैं आकटेव में इसलिए पहले मैं वर्कस्पेस स्क्रीन को क्लियर करूंगा फिर फोल्डर मैं जाऊंगा और irradm फाइल को रन करुंगा आपको कुछ पैसा दिखेगा और मैं इसे बगल में रखता जाऊंगा और आप यहां देखते रहिए स्क्रीन पर Hot की न्यूनतम वेल्यू H मैं रीपल लाटीट्यूड एंगल 1297 डिग्री और टिल्ट एंगल 0 डिग्री दिख रहा है यह फॉर लूप की पहली वेल्यू है जो 0 है और तब अगली वेल्यू लेंगे ध्यान से देखिए की ß एंगल की हर वेल्यू के लिए यह टेबल में वेल्यू आती जाएंगी और ग्राफ बदलता जाएगा इसलिए आपको कुछ ऐसा दिखेगा और आप इन दो ग्राफ को भी देखें आप देखेंगे कि जैसे जैसे टिल्ट एंगल बढ़ रहा है रिप्पल घट रहा है और अपने न्यूनतम अस्तर पर आकर फिर बढ़ने लग रहा है इस तरह से टिल्ट एंगल बदल रहा है 0 से 30 तक एक एक डिग्री में अब आप H रिप्पल को देखिए और Hot की न्यूनतम वेल्यू को देखिए आप पाएंगे कि 10 डिग्री टिल्ट एंगल पर H रिप्पल अपने न्यूनतम वेल्यू 099 पर है और Hot की न्यूनतम वेल्यू इस वक्त 952 है जोकि सबसे बड़ी न्यूनतम वेल्यू है इसलिए इस टिल्ट एंगल पर ज्यादा फायदा मिलेगा PV पैनल को इसलिए यह 10 डिग्री सबसे ऑप्टिमम वेल्यू है किसी लाटीट्यूड पर सोलर पैनल को रखने के लिए अभी भी हमने वायुमंडल के प्रभाव को नहीं लिया है हम इसे लेंगे और वापस इसे देखेंगे और देखने का तरीका यही होगा आप यहां Hot की सबसे न्यूनतम और अधिकतम वेल्यू को देख रहे हैं और आप यह भी देख रहे हैं कि Hotकी न्यूनतम वेल्यू अधिक से अधिक हो इसलिए यह 10 डिग्री सबसे ऑप्टिमम वेल्यू है और इस तरह से हम इसे निकालते हैं हमने देखा की किसी फिक्स टिल्ट एंगल का परिणाम अच्छा है साल भर परंतु अगर आप टिल्ट एंगल को हर दिन बदले जिससे कि वह हमेशा सूर्य की तरफ रहे तो आपको और बहुत अच्छा इंसिडेंट एनर्जी मिलेगी आप ऐसा डिक्लिनेशन एंगल से टिल्ट एंगल को जोड़कर कर सकते हैं पहले मैंने क्या किया है कि मैंने पुरानी फाइल को irradbm नाम से सेव कर लिया है इसका मतलब है कि इसमें टिल्ट एंगल फिक्स है मैं इसे रिसोर्स में रख दूँगा जिससे कि आप इसको पढ़ सकें और मैं यहां एक और परिवर्तन करने जा रहा हूं irradm फाइल में मैंने यहां से टिल्ट एंगल के लिए पार लूप को हटा दिया है और मैंने यहां एक लाइन जोड़ी है जहां टिल्ट एंगल Π - 𝛿 या के बराबर होगा जब 𝛿 लाटीट्यूड के बराबर होगा जिसका मतलब है की इंसुलेशन लाइन लाटीट्यूड से गुजर रही है तब ϕ - 𝛿 0 के बराबर होगा और उस जगह उस समय टिल्ट एंगल 0 होगा इसके अलावा किसी भी दूसरे डिक्लिनेशन एंगल के लिए PV पैनल सूर्य को ट्रैक करते हुए चलेगा इसलिए यह परिवर्तन करते हुए और बाकी इक्वेशन पहले की तरह रखते हुए यह हम देखें की अब स्क्रिप्ट फाइल को चलाने पर हमें कैसा ग्राफ मिलता है मैंने इसे सेव कर लिया है अब irradm को चलाते हैं और जब मैं इसे बड़ा करता हूं तब आप देख पा रहे होंगे दो ग्राफ यह ग्राफ नीले कलर का है जो H0 को दिखाता है और दूसरा हरे कलर का ग्राफ Hot को दिखाता है जोकि टिल्ट सरफेस पर इंसीडेंट एनर्जी है परंतु यहां टिल्ट एंगल हर दिन बदल रहा है साल के 365 दिन इसका यह मतलब है कि यह सूर्य को ट्रैक कर रहा है और जिससे आपको एनर्जी ग्राफ में काफी अच्छा बदलाव दिख रहा है और यह H0 से भी ज्यादा है यहां H0 की न्यूनतम वैल्यू भी 10 से ज्यादा है तो यही फायदा है सूर्य को ट्रैक करने का पर यह बहुत कठिन है क्योंकि इसके लिए हमें मोटर लगाना होगा और इसका भुगतान भी करना होगा इसको सरल रखने के लिए ज्यादातर लोग कुछ टिल्ट एंगल ले लेते हैं और उसी में से बेहतर तलाशने की कोशिश करते हैं दूसरा तरीका यह है कि आप मौसम के हिसाब से 2 3 टिल्ट एंगल साल भर में बदलिए और अधिक से अधिक सोलर एनर्जी पाइए